हैलो और मैकेबोलोजी के परिचय पर हमारे 4th एनपीटीईएल व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में मैंने एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स सही फर्म ग्राउंड के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया जो सेल आकार को स्थिर करने के लिए आवश्यक है तो यह मैट्रिक्स दिखाता है जिसे फाइब्रोब्लास्ट द्वारा स्रावित किया जाता है और जो आपको मिल रहा है वह निश्चित रूप से कई अलग अलग ईसीएम प्रोटीन है लेकिन आपको जो मिल रहा है वह इसमें कई विशेषताएं हैं इसके पास ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो किसी भी मैट्रिक्स से रहित हैं तो तो यह एक छेद करने के लिए होगा और यह छेद आकार एक समान नहीं है लेकिन एक ही समय में आपके पास क्या है इन मैट्रिक्स तंतुओं में अलग अलग झुकाव होते हैं तो आप जो कर सकते हैं वह मात्रात्मक रूप से निर्धारित करता है कि इन मैट्रिसेस के अभिविन्यास का औसत कोण क्या है और न केवल इन प्रोटीनों की सांद्रता के आधार पर जो इस पूरे क्षेत्र में इस ग्रीन सिग्नल की मात्रा है जो कि इस मैट्रिक्स के औसत घनत्व के बराबर हो सकती है तो यह सब सेल व्यवहार को प्रभावित करने वाले हैं आप ECM को रासायनिक Cues या भौतिक Cues में विभाजित करने के लिए उपलब्ध कराने वाले cues के संपूर्ण पहलू को विभाजित कर सकते हैं पिछली कक्षा में हमने स्थलाकृति के प्रभाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी स्थलाकृति से मेरा अभिप्राय इन ईसीएम फाइबर के सापेक्ष अभिविन्यास से है और जो आप यहां देख रहे हैं वह एक गैर संरेखित मैट्रिक्स पर एक सेल माइग्रेटिंग है जिसमें यह संभावना है कि यह किसी भी अन्य दिशात्मक क्यू की अनुपस्थिति में है सेल रैंडम माइग्रेशन का प्रदर्शन करने जा रहा है इसकी तुलना में मैट्रिक्स में ये फाइबर कुछ दिशात्मक क्यू प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सेल एक विशेष रेखा के साथ विस्थापित हो जाता है तो हम इसे गणितीय रूप से कैसे निर्धारित करते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यह प्रक्षेपवक्र यादृच्छिक हो रहा है यह एक यादृच्छिक प्रक्षेपवक्र बनाम यह अधिक स्थायी है आप इसे कैसे अलग कर सकते हैं एक आसान तरीका समापन बिंदु लेना है हम कहते हैं कि यह प्रारंभिक बिंदु ए है और यह अंतिम बिंदु बी है इसी तरह यह प्रारंभिक बिंदु है यह इस प्रक्षेपवक्र के लिए अंतिम बिंदु बी है आप इस दूरी को A B विभाजित करते हैं इसलिए इसे अंत से अंत दूरी कहा जाता है अंत से अंत तक दूरी और जो आप विभाजित करते हैं वह समोच्च लंबाई से होता है आप समोच्च लंबाई से अंत के इस अनुपात का पता लगा सकते हैं और इस मामले में अंत की दूरी की तुलना में कुल दूरी या समोच्च की लंबाई काफी अधिक है तो आपका अनुपात यह है अगर मैं इस पी को कॉल करता हूं तो हमने दृढ़ता के कुछ मीट्रिक के रूप में परिभाषित किया आपके पास रैंडम के लिए क्या होगा आपको P मिल जाएगा हम कहेंगे कि लगभग हमें 0 2 बनाम के बराबर बताएं इस मामले में P 0 0 होगा P की तुलना में हमारे पास लगातार माइग्रेशन के मामले में P का मूल्य अधिक है यादृच्छिक प्रवास के मामले में और यह स्पष्ट है इसलिए पी का उच्चतम संभव मूल्य 1 हो सकता है क्योंकि अधिकतम आपके पास इस मामले में एक पूरी सीधी रेखा हो सकती है और समोच्च लंबाई और अंत से अंत की दूरी बिल्कुल समान है यह एक सेल का प्रक्षेपवक्र है मैं क्या कर सकता हूं मैं इसे छोटे खंडों में तोड़ सकता हूं जो सीधे हैं शायद यह लाल रंग के साथ दिखाना बेहतर है मैं इसे छोटे खंडों में ला सकता हूं जो लाल हैं आपने जो देखा वह यह है कि मैंने इस संपूर्ण प्रक्षेपवक्र को छोटे सीधे खंडों में तोड़ दिया है इसलिए अनिवार्य रूप से जो मुझे पता चल सकता है वह किसी भी 2 पंक्तियों के बीच है यह कहने दें और एक दूरी घ अलग है और कुछ दूरी के अलावा मुझे पता चल सकता है कि यह कोण थीटा क्या है मैं इसके बीच इसी तरह का पता लगा सकता हूं मैं इस प्रक्षेपवक्र के बीच के कोण का पता लगा सकता हूं मेरे पास कुछ थीटा प्राइम होंगे तो आप थीटा के कॉस के समीकरण कॉल औसत पर पहुंच सकते हैं पी द्वारा पावर माइनस एल के बराबर है थीटा के कॉस का एवरेज पी द्वारा पावर एल के बराबर माइनस ई के बराबर है तो इस ब्रैकेट को एक औसत ऑपरेटर कहा जाता है तो आप ऐसा करते हैं कि हम इन 2 प्रक्षेपवक्रों के बारे में बताएं जिनसे आप कोण का पता लगा सकते हैं तो यहाँ इन 2 प्रक्षेपवक्रों के बीच की दूरी सिर्फ यह है इसलिए इन 2 के बीच यह L1 है यह L2 है और इसी तरह आगे भी आप कर सकते हैं आप इसे औसत कर सकते हैं और इस P का पता लगा सकते हैं जो दृढ़ता की लंबाई है तो यह व्यक्तिगत तंतुओं की दिशा की दृढ़ता को चिह्नित करने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा जिसे यह भी ज्ञात है कि इस दृढ़ता की लंबाई स्प्रिंग की कठोरता से तय होती है दूसरे शब्दों में यदि आप इस कलम के बारे में सोचते हैं तो यह पूरी तरह से सीधा है जिसका अर्थ है कि यह काफी कठोर है यदि आप स्पेगेटी के किसी एक स्ट्रैंड को बिना छीले स्पेगेटी लेते हैं तो यह पूरी तरह से सीधा होता है लेकिन पकाए जाने पर स्पैगेटी की तरह ही इस प्रकार की आकृति विज्ञान होता है तो यह लगातार लंबाई सीधे झुकने की मात्रा से तय होती है कि झुकना कितना आसान है इन लगातार लंबाई और माप से झुकाव कठोरता प्राप्त करना संभव है यदि आप एक सेल को प्लेट करते हैं जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप इन सेल को इन एलाइंड मेट्रिक्स पर प्लेट करते हैं तो यह अधिक संभावना है कि सेल इसके साथ माइग्रेट होगा आप देख रहे हैं कि मोटे तौर पर एक विशेष दिशा में गठबंधन किया गया है और यह हरे रंग में दिखाता है तो आप जो देख रहे हैं वह फाइबर के लंबे अक्ष के साथ सेल लगभग सबसे लंबा है और एक स्थलाकृति के रूप में फाइबर ले रहा है यह मैट्रिक्स द्वारा प्रदान की गई अंतर्निहित स्थलाकृति को समझ सकता है जो इसे इन के साथ संरेखित करता है और फाइबर के साथ चलता है तो यह वही कारण है कि जब आप लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं तो अनाज के साथ साथ अनाज के विपरीत काटना आसान होता है जब सभी तंतुओं को संरेखित किया जाता है तो आप आसानी से तंतुओं के माध्यम से काट सकते हैं तो यह एक ऐसा मामला है जहां ईसीएम सीधे सेल माइग्रेशन को प्रभावित करता है लेकिन आपके पास ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां कोशिकाएं मैट्रिक्स के अंदर की सतह को को तोड़ सकती हैं तो यह एक प्रयोग है जिसमें कोशिकाओं को प्लेट किया गया है ये कैंसर कोशिकाएं हैं जिन्हें जिलेटिन लेपित डिशेज पर चढ़ाया गया है तो जिलेटिनस फ्लोरेसेंट लेबल किया गया जो आप देख रहे हैं तो यह एक 2D है तो जिलेटिन केवल एक परत की तरह है यह एक कोटिंग है जिसे आप इसे फ्लोरोसेंट रूप से लेबल कर सकते हैं और हमने जो भी किया है हमारे पास प्लेटेड कोशिकाएं हैं यह इन मेट्रिसेस के ऊपर एफ एक्टिन के लिए रंजित है आप जो देख रहे हैं वह कोशिकाओं के नीचे है जो इन ज़ोन हैं जो काले पैच के रूप में मौजूद हैं जो अनुपस्थित हैं और जो सेल के ठीक नीचे मौजूद हैं तो ये क्षेत्र हैं जो सेल द्वारा स्थानीय रूप से तोड़े गए हैं गिरावट की यह मात्रा confocal z स्टैक छवियों से बहुत स्पष्ट है जो कुछ आप यहां हरे रंग में देख रहे हैं वह जिलेटिन की परत है और जो आप लाल रंग में देख रहे हैं वह वास्तव में एमएमपी के हिस्से हैं जो कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं इसलिए एमएमपी का मतलब मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज है ये एमएमपी और वास्तव में खाली हरे स्थान के साथ सह स्थानीयकरत है इसलिए जहां हरे रंग की जगह पर ग्रीन सिग्नल की कमी है वहां आप देख सकते हैं कि ये लाल बिंदु हैं वास्तव में ये प्रोटीयेज हैं जो मैट्रिक्स को तोड़ते हैं तो कोशिकाओं में गिरावट क्यों आवश्यक है क्षरण न केवल सामान्य स्थिति में होता है जहाँ कोशिकाएँ लगातार निकलती हैं या उन्हें रीमेक करती हैं मैट्रिक्स को पुनर्गठित करती हैं लेकिन यह गिरावट कैंसर कोशिकाओं के लिए आवश्यक है जिसमें कोशिकाएँ शरीर में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में शरीर में फैलती हैं यह भी दिलचस्प है कि यह स्राव क्या है MMP के इस स्राव को सब्सट्रेट की निष्क्रिय कठोरता द्वारा निर्धारित किया जाता है यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें इन कैंसर कोशिकाओं को नरम पॉलीक्रिलामाइड हाइड्रोजेल या कठोर पॉलीक्रैलेमाइड हाइड्रोजेल पर चढ़ाया गया है इन दोनों मामलों में जैल को कोलेजन के साथ लेपित किया जाता है जो कि यह एक ईसीएम प्रोटीन होता है जिसे कोशिकाओं द्वारा पहचाना जाता है और आप क्या कर सकते हैं ताकि गिरावट की मात्रा या नीचा दिखाने की क्षमता का नमूना लिया जा सके आप वातानुकूलित मीडिया को संसाधित कर सकते हैं और जिलेटिन जाइमोग्राफी नामक एक प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप वातानुकूलित मीडिया लेते हैं आप इसे लाइआफलाइज़ हिम शुष्क करते हैं आप एकत्र करते हैं आवश्यक आप जानते हैं कि आप इसे अत्यधिक केंद्रित बनाते हैं और आप इसे एक western blot पर उस पृष्ठ पर चलाते हैं जहाँ जिलेटिन है प्रानुकूलन मीडिया के भीतर ये प्रोटीन वास्तव में इस जेल पर चले जाएंगे और फिर जब आप जेल को सक्रिय करेंगे तो वे वास्तव में स्थानीय जिलेटिन को नीचा दिखा देंगे तो परिणामस्वरूप आपको ये सफेद बैंड मिलेंगे तो आप इस विशेष मामले में क्या देख रहे हैं कि 91 किलो डेल्टन पर 2 बैंड हैं और 71 किलो Daltons पर बहुत कमजोर बैंड है यह 91 किलो Daltons के MMP 9 और 71 किलो Daltons के MMP 2 के अनुरूप है आप जो देख रहे हैं वह इन दोनों मामलों में है इस MMP गतिविधि का एक कठोरता पर निर्भर मॉडुलन है सुझाव दें कि कोशिकाएं न केवल मैट्रिक्स गुणों को समझती हैं इस मामले में कठोरता और जैसा कि एमएमपी स्राव की सीमा को संशोधित किया गया है जिसे आप इस गतिविधि परख द्वारा पता लगाते हैं मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया दूसरा पद फिर से तैयार है तो रीमॉडेलिंग का एक तरीका फाइबर का क्षरण करना हो सकता है जैसा कि इन प्रयोगों में इस मामले में किया गया है लेकिन आप सक्रिय रूप से खींचकर या उन्हें ख़राब किए बिना भी तंतुओं को विकृत करके रीमॉडेलिंग कर सकते हैं यह एक उदाहरण है जहां एक सेल एक एकल तंतु के साथ बातचीत कर रहा है और लगभग इसे अपनी लंबाई के साथ खींच रहा है तो यह वही है जिसे आप देखते हैं कि फिब्रिल को लंबाई के साथ खींचा जाता है और यह विकृत हो जाता है तो कोशिकाएं अपघटित होकर या शारीरिक रूप से तंतुओं को बदलकर फिर से तैयार कर सकती हैं इन उदाहरणों से पता चलता है कि कोशिकाओं और बाह्य मैट्रिक्स के बीच एक गतिशील क्रॉसस्टॉक है कोशिकाएं उस मैट्रिक्स को स्रावित करती हैं जिसे वे मैट्रिक्स को भी रीमॉडेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की कोशिकाएं मैट्रिक्स को स्रावित कर सकती हैं तो फ़ाइब्रोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं ऐसी हैं या चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं जो वे बहुत सारे ईसीएम प्रोटीन का स्राव करती हैं एक ही समय में विशेष रूप से कैंसर कोशिकाएं ईसीएम को तोड़ सकती हैं तो आपके पास यह गतिशील क्रोस्टालक है जिसमें कोई मैट्रिक्स बनाता है और सुधार विकृत करता है मैं अब विशेष रूप से त्वचा में ऊतक संगठन पर जाऊंगा इसलिए अगर मुझे रेखांकन करना था कि त्वचा के ऊतकों को कैसे व्यवस्थित किया जाए तो आप जानते हैं कि त्वचा एक पुनर्जीवित ऊतक है आपके पास जो कोशिकाएं हैं उन्हें उपकला कोशिकाएं कहा जाता है आप क्या पाएंगे जिस तरह से मैंने इस विशेष उपकला सेल को खींचा है तो आपके पास इस तरह के उपकला कोशिकाओं की कई परतें हैं जिस तरह से मैंने उपकला कोशिकाओं को खींचा है आप देखते हैं कि नाभिक का झुकाव ऊर्ध्वाधर है तो वे इस झिल्ली पर रहते हैं और दूसरी तरफ आपके पास ईसीएम मैट्रीस होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट की उपस्थिति भी होती है तो ये फाइब्रोब्लास्ट हैं यह ईसीएम है और यह इकाई विशेष रूप से दिलचस्प है इसे बेसमेंट झिल्ली कहा जाता है तो बाहर की तरफ आपकी उपकला कोशिकाएँ लगातार विभाजित होती हैं और जैसे ही वे बेसमेंट की परत से बाहर निकलती हैं नाभिक का झुकाव ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज तक जाता है और अंततः बाहर की परत पर ये कोशिकाएँ मर रही हैं यह प्रक्रिया हर समय जारी रहती है जहां ये कोशिकाएं परत को ऊपर धकेलती हैं और किसी स्तर पर नाभिक के परिवर्तन को उन्मुख करती हैं और फिर बाहर की कोशिकाएं मरती रहती हैं और इस तरह से पुनर्निर्माण देखने को मिलता है लेकिन एपिथेलियल परत से फाइब्रोब्लास्ट युक्त बाह्य मैट्रिक्स को जो अलग करता है वह यह झिल्ली है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है बेसमेंट झिल्ली या बेसल लामिना यह मोटाई में मुश्किल से 50 से 200 नैनोमीटर है और यह बेसमेंट झिल्ली सबसे अधिक सेल प्रकार या मांसपेशियों की कोशिकाओं तंत्रिका कोशिकाओं उपकला ऊतकों में रक्त वाहिकाओं के अस्तर में और पाचन श्वसन तंत्र के अस्तर में भी घिरे होते हैं यह कई ईसीएम प्रोटीन से बना है और बेसमेंट की झिल्ली क्या करती है यह वास्तव में अंग के भीतर आसन्न ऊतकों को अलग करता है यह इस प्रकार को परिभाषित करता है कि एक अंग क्या है यह अस्तित्व के लिए संकेत उत्पन्न करता है यह संलग्न कोशिकाओं के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करता है सेल प्रवास के लिए एक सब्सट्रेट के रूप में भी कार्य करता है दूसरे शब्दों में कोशिकाएँ बाद में इस बेसमेंट की झिल्ली पर प्रवास करने में सक्षम हो सकती हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मैक्रोमोलेक्युलस के पारित होने और कोशिका आक्रमण में बाधा के रूप में कार्य करती है इसलिए अगर यह आक्रमण किसी तरह से बिगड़ गया तो इससे आपदा या किसी भी तरह की बीमारी होगी यह बेसमेंट झिल्ली का काम वास्तव में इन ऊतकों को अलग अलग संस्थाओं में अलग करना है वहाँ हैं बेसमेंट झिल्ली केवल 3 अलग अलग संदर्भों में उल्लिखित है एक विकास के दौरान जब पूरे शरीर को कई अंगों में उत्पन्न किया जाता है और उत्पन्न होता है प्रतिरक्षा निगरानी के लिए इसलिए आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को शरीर के सभी कोनों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है जिसमें बेसमेंट की झिल्ली के माध्यम से जाने के लिए उनके पास विशेष तंत्र होना चाहिए दूसरा एक कैंसर आक्रमण है जहां और कैंसर का मामला है जहां ये उपकला कोशिकाएं विभाजन का नियंत्रण खो देती हैं और एक बार जब वे बेसमेंट की झिल्ली को तोड़ते हैं तो वे शरीर के भीतर कहीं भी जा सकते हैं आपने देखा है कि हममें से बहुत के पास बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो कि आप जानते हैं कि सतह पर हो सकता है ये कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिकाओं को अंधाधुंध रूप से विभाजित किया गया है लेकिन अभी भी बेसमेंट की झिल्ली को भंग करने में असमर्थ हैं तो यह एक बिनाइन ट्यूमर है लेकिन एक बार जब वे बेसमेंट की झिल्ली को तोड़ देते हैं तो रोग घातक हो जाता है और आपको कैंसर हो जाता है तो कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं वे विशेष कोशिकाएं होती हैं जो बेसमेंट की झिल्ली से नीचे गिर सकती हैं अब भले ही बेसमेंट की झिल्ली 2 तरफ की कोशिकाओं को अलग कर दे लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ की कोशिकाओं को दूसरी तरफ की जानकारी नहीं मिल सकती है तो बेसमेंट की झिल्ली बहुत पतली है बेसमेंट झिल्ली के माध्यम से यह देखना संभव है मुझे एक उदाहरण कैसे दें तो एक प्रयोग करने के बारे में सोचें जिसमें आप एक जेल को हाइड्रोजन बनाते हैं और कठोरता देते हैं और आप जेल की मोटाई की ऊँचाई और आप शीर्ष पर कोशिकाओं को प्लेट करते हैं तो और आप सब्सट्रेट कठोरता के एक फंक्शन के रूप में औसत सेल प्रसार क्षेत्र को ट्रैक करते हैं अब कई सेल प्रकारों के लिए जो दिखाया गया है वह आम तौर पर सेल फैलता बढ़ता है और इससे परे कुछ कठोरता सेल फैलाने वाला संतृप्त है यह एक कठोर मोटी जेल पर सामान्य फैलाने वाला प्रोफाइल है इतना गाढ़ा जेल यह 70 माइक्रोन है और लोगों ने जो दिखाया है वह 70 माइक्रोन है सेल के लिए यथोचित रूप से मोटी है कि यह नहीं देख सकता है कि यह जेल उस चीज पर आराम कर रहा है जो इस मामले में बहुत कठोर है हालाँकि यदि आप एक समय में जेल को पतला और पतला बनाते रहते हैं तो कोशिका जो संवेदन करती है वह सब्सट्रेट और शीर्ष पर जेल की एक समग्र कठोरता है जब आप देखते हैं कि जब जेल पतला होता है तो यह विशेष रूप से नरम जैल पर फैलता है जहां पर मोटी जेल फैलने पर काफी कम कोशिकाएं होती हैं जिन पर जेल की मोटाई कम करने के बाद आप मोटाई बढ़ाते हैं जैसे कि आप कोशिकाओं को पाते हैं अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं इसलिए अगर मैं यहां क्षैतिज रेखा खींचता हूं तो नरम 500 पास्कल जैल 500 पास्कल पतली जेल पर सेल फैल रहा है जैसे कि यह 3 केपीए कठोर जेल पर था सेल कुछ कठोर महसूस कर रहा है तो फायदा यह बताता है कि यदि आपके पास कुछ कठोर है तो अगर मैं इस तरह एक सब्सट्रेट बनाते हैं यदि मेरे पास 2 तरफ जेल है और मैं बीच में कुछ डालता हूं इसलिए अगर मैं बीच में कुछ रखूं जो बहुत कठोर है तो जो सेल यहां बैठा है वह समझ सकता है कि यहां क्या है या नीचे क्या है तो यह बेसमेंट झिल्ली के माध्यम से देखना संभव है क्योंकि यह पतला है तो आप अभी भी बलों को बुझा सकते हैं ये बल बेसमेंट झिल्ली के माध्यम से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे तो यह आपको फिर से बताता है कि जेल की मोटाई सर्वोपरि क्यों है और बेसमेंट झिल्ली बहुत पतली होने के कारण बेसमेंट झिल्ली के पार स्थानांतरित होने वाली शक्तियों के लिए कैसे सहायक हो सकती है मैं अब ईसीएम प्रोटीनों में से कुछ पर जाऊंगा और उन पर चर्चा करूंगा जो कोशिकाओं के प्रत्यक्ष व्यवहार में महत्वपूर्ण हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कोलेजन है कोलेजन रेशेदार ईसीएम प्रोटीन है यह मानव शरीर के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है इसमें मजबूत तन्य शक्ति है यह फाइब्रोब्लास्ट्स चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं और उपकला कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और आपके पास 27 अलग अलग प्रकार के मानव कोलेजन हैं इसलिए यदि आप कोलेजन असेंबली को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वास्तव में कोलेजन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के ट्रिमर हैं आपके पास 3 चेन 3 रस्सियां हैं जो एक दूसरे के चारों ओर लपेटी जाती हैं यह आपको समय समय पर एक ट्रिपल हेलिकल संरचना प्रदान करता है आपके पास ये बैंडेड संरचना है इन बैंडों के बीच अंतर 67 नैनोमीटर है आपके पास कई अंतर हो सकते हैं तो मानव कोलेजन के 27 अलग अलग प्रकार हैं उनमें से कुछ फाइब्रिलर हैं इन्हें फ़िब्रिलर कोलेजन कहा जाता है विशेष रूप से कोलेजन I II III फ़िब्रिल कोलेजन हैं और ये कठोर केबल जिन्हें आप अलग अलग कोलेजन फाइबर उत्पन्न कर सकते हैं कोवलेंट क्रॉसलिंक द्वारा और अधिक स्थिर किया जा सकता है तो फाइब्रिलर कोलेजन सभी कोलेजन के बहुमत हैं इसलिए वे सभी कोलाजन्स का लगभग 80 90 प्रतिशत हिस्सा हैं यदि आप ऊतकों में कोलेजन वितरण को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं इसलिए यदि आप फाइब्रिल कोलेजन को देखते हैं तो वे त्वचा कण्डरा हड्डी या स्नायुबंधन जैसे ऊतकों में होते हैं कोलेजन द्वितीय में उपास्थि विट्रोस ह्यूमर त्वचा मांसपेशी रक्त कोलेजन तृतीय तो तंतुमय कोलाजेंस उन ऊतकों में उच्च सामग्री में मौजूद होते हैं जहां बहुत सारी ताकतें उत्पन्न होती हैं उदाहरण के लिए कण्डरा या हड्डी और जिसका अध्ययन करने की आवश्यकता है इसलिए वे वास्तव में इन अंगों को इन संरचनाओं को तन्यता प्रदान करने में भाग लेते हैं हालांकि कोलेजन एक के अलावा आपके पास कोलेजन IV हो सकता है जो बेसमेंट झिल्ली के एक संरचनात्मक घटक में एक मुख्य है तो कोलेजन चतुर्थ में इसके कौन से रूप हैं टेट्रामर इकाइयाँ हैं जो फिर इस जाल को संरचना की तरह बनाने के लिए एक साथ आती हैं जो आगे अन्य अणुओं द्वारा स्थिर होती है इसलिए इसके साथ मैं आज के लिए यहां रुकता हूं मैंने आपके बारे में संक्षेप में बताया है कि कैसे कोशिकीय प्रोटीन बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स कोशिका व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे ECM प्रोटीन या उनके संगठन के घनत्व से मेट्रिसेस के गुणधर्म तय होते हैं और कैसे गतिशील रूप से उन संरचनाओं पर निर्भर करता है जो इन संरचनाओं पर exert हैं मैट्रिक्स के गुण स्वयं एक स्थिर नहीं हैं लेकिन यह बदलते रह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये मैट्रीज़ गैर रेखीय लोच प्रदर्शित करते हैं यही मैं अगली कक्षा में चर्चा करूँगा आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद